तो तरह तरह के स्कोर कौन से हैं इसको निर्धारित करने के लिए क्या क्या पैरामीटर प्रयोग किए जाते हैं मैक्सिमम स्कोर क्या है यह सब पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था l यह है हाई स्कोरिंग पैर्स् एलाइनमेंट में कितने हाई स्कोरिंग पैर्स् हैं ठीक है यह है हाई स्कोरिंग पैर्स् का बिट् स्कोर l टोटल स्कोर होता है एक ही डेटाबेस सीक्वेंस में पाए जाने वाले सभी हाई स्कोरिंग पैर्स् के स्कोर का सम टोटल l हमने डिस्कस किया था क्वेरी कवरेज के बारे में यह है क्वेरी सीक्वेंस के कवरेज की लंबाई का परसेंटेज l अगर आपके पास 100 रेसिड्यू हैं और एलाइनमेंट में आपने पाया है 60 रेसिड्यू के लिए तो 40 प्रतिशत कवर नहीं हुआ है ठीक हैl स्थिति में कवरेज सिर्फ 60 हैl फिर E वैल्यू E वैल्यू क्या होता है रैंडम मॉडल में एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ चांस् मैच जो एक ही एलाइनमेंट में पा सकते हैं l स्टूडेंट कभी कभी पार्शियल मैच का भी प्रयोग कर सकते हैं l कभी कभी पार्शियल मैच कर सकते हैं ठीक अगर आपके पास 100 रेसिड्यू हैं अगर आपने 100 का प्रयोग कर लिया और एक मैच अगर 100 रेसिड्यू का हो तो आपका स्कोर कम होगा l एक ही तरह के रेसिड्यू या आईडेंटिकल रेसिड्यू 40 या 50 होंगे लेकिन दूसरी तरफ अगर आपके पास कुछ ही सेगमेंटह हैं जैसे उदाहरण के लिए 10 रेसिड्यू या 20 रेसिड्यू जिनका मैचिंग बहुत ही अधिक हो उदाहरण के लिए हमारा मैचिंग होगा तकरीबन 90 l अभी अगर एक बायस हो अगर आपके पास यह हो पूरी एलाइनमेंट की तुलना में विशिष्ट रेसिड्यू पाने का रेंडम चॉय्स बहुत अधिक है ठीक l इस स्थिति में सिर्फ स्कोर ही नहीं लेकिन क्वेरी कवरेज को भी ध्यान में रखना चाहिए l एलाइनमेंट स्कोर में क्वेरी कवरेज भी देने का एक कारण होता है l तो अभी दो सीक्वेंस को एलाइन कीजिए l यह है आपका क्वेरी सीक्वेंस और यह है सब्जेक्ट का l तो यह पहला सीक्वेंस है और यह दूसरा दूसरा सीक्वेंस बीच में क्या होगा अगर रेसिड्यू एक समान हो तो हम एक जगह पर एक ही अक्षर लगाते हैं ठीक एम के ए जैसे और लगाते हैं प्लस l प्लस का क्या मतलब है स्टूडेंट समानता l समानता ठीक है मैट्रिक्स के साथ समानता l आप या तो पाम मैट्रिक्स या ब्लॉसम मैट्रिक्स प्रयोग करते हैं l तो यहां पर आई और एम दोनों एक समान हैं ठीक पॉजिटिव स्कोर है l तो पॉजिटिव लगाते हैं l इस के तौर पर आईडेंटिटी कैलकुलेट किया जाता है उसका मतलब है अगर 148 रेसिड्यू हैं तो पूरा का पूरा 148 एलाइंड हुए हैं ठीक है l तो गैप 0 है l तो इस स्थिति में क्वेरी कवरेज है शत प्रतिशत l तो अगर 148 रेसिड्यू में से 147 मैच करते हैं एक ही समान हैं तो यह है 99 और अगर आप पॉजिटिव को देखें तो इनमें हैं समानता और प्लस इसका मतलब है कि रेसिड्यू एक समान हैं l तो पूरे 148 में सब के सब पॉजिटिव हैं तो यह हुआ हंड्रेड परसेंट ठीक है इसे दिया जाता है स्कोर और E वैल्यूज़ के साथ यहां पर हमें दोनों सीक्वेंस देना है ठीक है पिछले वाले में हमने एक सीक्वेंस दिया था और उसका मैच ढूंढना था और यह देखना था कि कौन सा सबसे बेहतर मैच है जो क्वेरी सीक्वेंस के एक समान है l अभी अगर आपके पास दो सीक्वेंस हैं तो मैंने दिया है पहला सीक्वेंस नंबर वन ठीक और सीक्वेंस नंबर दो यह देखने के लिए की दोनों सीक्वेंस में कितनी समानता है l तो इस स्थिति में ब्लास्ट इस काम को पूरा कर सकता है l पहले स्थान पर पहली सीक्वेंस की एंट्री करनी है और यहां पर क्लिक करना है 'एलाइन 2 सीक्वेंसेस' पर अगर आप दो सीक्वेंस को एलाइन करना चाहते हैं तो l इसके बाद अगला बॉक्स खुलेगा l तो अगले बॉक्स में आप दूसरा सीक्वेंस का एंट्री कर सकते हैं ठीक और इसके बाद ब्लास्ट इसे पूरा करेगा l ठीक है तो आपको यह मिलेगा यह है क्वेरी का और यह है सब्जेक्ट का l तो यहां पर एलाइनमेंट है l तो 115 रेसिड्यू हैं उनमें से 11544 एक समान हैं और उनमें से 115 67 पॉजिटिव हैं इस एलाइनमेंट और पिछली एलाइनमेंट की तुलना करने पर दोनों में क्या फर्क है पहले वाला 99 प्रतिशत पहचानता है और पॉजिटिव है 100 प्रतिशत लगभग पूरा एलाइनमेंट l तो हम यह कह नहीं सकते कि सभी सीक्वेंसेस के लिए इस तरह के एलाइनमेंट पाएंगे l तो अगर आप यहां पर देखें तो कई गैप देख सकते हैं ठीक रेसिड्यू सारे के सारे अलग हैं l आप देख सकते हैं Q और V ठीक उनका नेगेटिव स्कोर है ब्लॉसम मैट्रिक्स में और पाम मैट्रिक्स में l तो यहां पर है गैप कुछ केस में अगर वह एक ही समान हो तो एक ही रेसिड्यू लगाते हैं और उसके बाद प्लस हो तो इसका मतलब है वे पॉजिटिव हैं ब्लॉसम मैट्रिक्स में और पाम मैट्रिक्स में l अभी हम यहां पर 3 गैप देख सकते हैं ठीक 58 प्रतिशत पॉजिटिव और 38 प्रतिशत आईडेंटिटीज़l तो याद रखना जरूरी है कि पॉजिटिवज आइडेंटिटी से कम या ज्यादा होते हैं आईडेंटिटीज़ से ज्यादा क्योंकि पॉजिटिवज़ में शामिल हैं दोनों आईडेंटिटीज़ और समानताएं l तो अभी पिछले क्लास में मैंने दिखाया था उदाहरण के रूप से कि इन दो सीक्वेंस को लेकर डॉट मैट्रिक्स कैसे पाया जा सकता है l अगर आप डॉट मैट्रिक्स चाहते हैं तो यहां पर डॉट मैट्रिक्स व्यू हैठीक l तो इस पर क्लिक करने से हमें मिलेगा डॉट मैट्रिक्स इन दो सीक्वेंसेस के लिए l हमने डॉट मैट्रिक्स किया है ह्यूमन और चिकन हिमोग्लोबिन का और कुछ मैच मिले हैं l यह देखना है कि वे दोनों कितने प्रतिशत समान हैं l तो क्या करना है ब्लास्ट l तो यहां पर अगर पहले ह्यूमन सीक्वेंस और उसके बाद चिकन सीक्वेंस देंगे तो अब एलाइनमेंट देखिए आइडेंटिटी कितनी है स्टूडेंट 69 प्रतिशत l 69 आईडेंटिटी और पॉजिटिव हैं 82 पूरा का पूरा एलाइनमेंट हुआ है गैप के बिना एलाइन हुआ है ठीक l तो यही है सीक्वेंस आईडेंटिटी ह्यूमन और चिकन प्रोटीन सीक्वेंस के बीच l तो हमने डिस्कस किया था ब्लास्ट के बारे में और और एक प्रोग्राम जिसका नाम है फास्टे उसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया था l तो फास्टे में भी यह किया जा सकता है अगर आप यहां सीक्वेंस दें ठीक है यह है फास्टे सीक्वेंस और उसे चलाने से ये सीक्वेंस मिलेंगे l आपको एलाइनमेंट मिल सकता है और ब्लास्ट जैसे एक समान वैल्यूज़ मिल सकते हैं l तो अब तक हमने दो बातों पर डिस्कस किया था एक अगर हमारे पास क्वेरी सीक्वेंस है तो हमें उसके सामान होने वाले सीक्वेंस डेटाबेस से मिल सकते हैं और दूसरा यह कि पैर्वाइस् एलाइनमेंट अगर आपके पास सीक्वेंस की जोड़ी हो तो भी एलाइन कर सकते हैं l अगर बहुत सारे सीक्वेंस हों 100 से ज्यादा या हजार से ज्यादा सीक्वेंसेस हों तो एलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में हम करते हैं मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट ठीक हैl नाम से ही पता चलता है कि यहां पर मल्टीपल सीक्वेंस हैं दो सीक्वेंसेस से ज्यादा हैं और यह देख सकते हैं कि कई सीक्वेंस में कौन से रेसिड्यू एक समान हैं 3 या 3 से अधिक सीक्वेंसेस के सीक्वेंस एलाइनमेंट देखिए आमतौर पर प्रोटीन डीएनए या आर एन ए जैसे l उनमें से क्या इंफॉर्मेशन मिलता है जिसे हम मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट में उपयोग कर सकते हैं स्टूडेंट कंजर्वेशन कंजर्वेशन l क्या इन सीक्वेंसेस के बीच कोई इवोल्यूशनरी संबंध है कि नहीं ठीक है l तो क्वेरी सीक्वेंसेस के इनपुट देखकर हम मान लेते हैं कि ये सीक्वेंस एक समान हैं और कहां पर नजदीक का संबंध है और कहां पर दूर का संबंध है उदाहरण के लिए हमने दिखाया था चिकन और ह्यूमन हीमोग्लोबिन ठीक है तो 62 सीक्वेंस आईडेंटिटी क्या होता है तो अगर अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म हों और उनके सीक्वेंस एलाइन किया जाता है तो हम यह देख सकते हैं कि कौन से क्षेत्र में समानता है कौन से क्षेत्र में एक ही रेसिड्यू मेंटेन हुआ है और कहां पर विभिन्नता है और किस तरह के सब्स्टिट्यूशन के कारण यह विभिन्नता उत्पन्न होती है l तो हम यह देख सकते हैं कि क्या वे एक लीनियेज शेयर करते हैं या क्या उनका एक सामान्य पूर्वज है ठीक है l उनका जो संबंध है उसे देख सकते हैं अगर अलग अलग सीक्वेंस को मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट द्वारा एलाइन किया जाए तो l तो इसे कैसे करना है यह तो एक 2D टेबल है जहां पर रोज़ में सीक्वेंसेस भरे जाते हैं और कॉलम्स् में भरे जाते हैं रेसिड्यू के पोजीशन l सीक्वेंसेस को भरते वक्त यह ध्यान में रखा जाता है कि सीक्वेंस के अंदर रेसिड्यू का पोजीशन बना रखे l तो यहां पर हम पहले देखते हैं कि रेसिड्यू का रिलेटिव पोजिशन और यह भी देखते हैं कि वह रेसिड्यू प्रिजर्व हुआ है या नहीं उदाहरण के लिए मैट्रिक्स में कुछ रेसिड्यू के स्कोर बहुत अधिक होते हैं l ठीक आप कुछ रेसिड्यूज का सूचीबद्ध कर सकते हैं जिनके स्कोर पाम मैट्रिक्स में अधिक हैं स्टूडेंट सिस्टीन सिस्टीन ट्रिपटोफान यहां पर यह रेसिड्यू बहुत कंसर्व्ड हैं ठीक आसानी से बदले नहीं जाते l अगर बदले जाते हैं तो उसका प्रभाव प्रतिकूल नहीं होता l इसी तरह सीक्वेंस को किसी पोजीशन या क्षेत्र में देखें तो विभिन्न सीक्वेंसेस में रेसिड्यू एक ही पोजीशन में संरक्षित हैं l सभी सीक्वेंस में पाए जाने वाले रेसिड्यू को व्यवस्थित करने पर उसे वर्टिकल रूप में देखा जा सकता है l तो मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट में इसी को मेंटेन करना चाहते हैं l उदाहरण के लिए यहां पर हैं पांच सीक्वेंसेस 1 2 3 4 और 5 ठीक ऐसे 10 पोजीशन तक l तो पहला पोजीशन हम लेंगे ठीक है तो इसमें कौन कौन से रेसिड्यू हैं स्टूडेंट टायरोसिन ओके ज्यादातर Y है l स्टूडेंट एरोमेटिक रेसिड्यू आर F है l स्टूडेंट फिनाइलएलानीन ठीक तो दो रेसिड्यू हैं l पहले पोजीशन में ज्यादातर Y होने के कारण नीचे लिखा है लोअर केस y l दूसरा पोजीशन लेने पर यहां ज्यादातर D है तो लिखते हैं d l चौथी पोजीशन में G मेंटेन हुआ है क्योंकि G सभी सीक्वेंसेस में एक समान है और उसे G ही लिखा जाता है l और अगर आप 10 पोजीशन में देखें तो यहां L और V होने के कारण लोअर केस l लिखा जाता है l कुछ केस ऐसे होते हैं जहां पर रेसिड्यू का समान महत्व दिया जाता है ठीक उदाहरण के लिए अगर आप पोजीशन नंबर 5 और 6 देखे तो दोनों रेसिड्यू A और I या V और L लिखा जाता है l तो इस केस में आप देख सकते हैं कि कुछ रेसिड्यू अपना पोजीशन मेंटेन करते हैं l अलग अलग पोजीशन में एक ही रेसिड्यू होता है l उदाहरण के लिए नंबर 4 में ग्लाइसिन मेंटेन हुआ है और नंबर 9 में एलनीन मेंटेन हुआ है l तो यह हमें समझने में मदद करता है कि कौन कौन से रेसिड्यू फंक्शनल रूप से और स्ट्रक्चरल रूप से महत्वपूर्ण हैं l तो कंप्यूटेशनल कंपलेक्सिटी क्या होती है क्योंकि अगर आप दो सीक्वेंस को एलाइन करते हैं करने में जो समय लगता है वह सीक्वेंस की लंबाई पर निर्भर है ठीक है लंबाई पर निर्भर है और दो सीक्वेंसेस के साइज़ पर निर्भर है अगर आप सीक्वेंसेस की संख्या को बढ़ाएंगे तो कंपलेक्सिटी स्टूडेंट बढ़ेगी l ऑटोमेटिकली बढ़ेगी ठीक क्योंकि सीक्वेंसेस की लंबाई के प्रोडक्ट से संबंधित है प्रोसेसिंग टाइम या मेमोरी स्पेस l अगर आप सीक्वेंसेस की संख्या को बढ़ाएंगे तो सभी सीक्वेंसेस को एलाइन करने के लिए और कंसेंसस् पाने के लिए समय लगेगा l तो हम कंपैरिज़न को बढ़ाते हैं पहले पैर्वाइस् फिर 3 सीक्वेंस के बीच फिर 4 सीक्वेंस के बीच फिर 5 सीक्वेंस के बीचऔर इसी तरह कंपलेक्सिटी को बढ़ाते जाएंगे और अगर n सीक्वेंसेस हों तो कंपलेक्सिटी बहुत ही अधिक है ठीक l तो इस स्थिति में एलाइनमेंट को कंप्यूट करने में जो समय लगता है वह भी बहुत अधिक है तो इस समस्या को कैसे निपट सकते हैं इस स्थिति को निपटने के लिए कई तरीके हैं और इनमें से जाना माना तरीका है क्लस्टल् l एक समान होने वाले सीक्वेंसेस जो एवोल्यूशन के तौर पर संबंधित हैं उनको एलाइन किया जाता है l तो यह किस तरह काम करता है पहले सीक्वेंसेस को जोड़ी के तौर पर एलाइन किया जाता है ठीक है इसके बाद छोटे सीक्वेंसेस या एक समान होने वाले सीक्वेंसेस को एक साथ लाया जाता है ठीक इससे एक दूसरे के समान होने होने वाले सीक्वेंसेस के क्लस्टर बन जाते हैं l एक दूसरे से नजदीक का संबंध रखने वाले सीक्वेंसेस को एलाइन करने के बाद दूर का संबंध रखने वाले सीक्वेंसेस को एलाइन किया जाता है l पैर्वाइस् सीक्वेंसेस के स्कोर कैलकुलेट किए जाते हैं और इसके बाद सीक्वेंसेस को ग्रुप्स में इकट्ठा किया जाता है और इनको एक दूसरे के साथ एलाइन किया जाता है l और इससे फाइनल मल्टीपल एलाइनमेंट पाया जाता है l तो क्लस्टल्W लेटेस्ट प्रोग्राम है जिसमें नजदीकी संबंध वाले सीक्वेंसेस में पाए जाने वाले गैप के पोजीशन की सहायता से दूर का संबंध रखने वाले सीक्वेंसेस में गैप इंसर्ट किया जाता है l एलाइनमेंट करते हुए हमने यह इंफॉर्मेशन पाया है कि एक समान दिखने वाले सीक्वेंसेस में क्या अंतर हो सकते हैं जो हमें गैप पेनल्टी लाने में सहायता कर सकते हैं l क्योंकि क्वेरी सीक्वेंस से बहुत अलग होने वाले सीक्वेंस की तुलना में जब हमारे पास उसके समान वाले सीक्वेंसेस हैं तो गैप पेनल्टी कम होते हैं l तो यह है प्रोग्राम क्लस्टल्W ठीक है क्लस्टल् ओमेगा ठीक है जिसे हम करंटली यूज कर रहे हैं कई ऑर्गेनेज्म के सीक्वेंसेस को एलाइन करने में मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट द्वारा l तो यह कैसे कर सकते हैं क्लस्टल्W का प्रयोग तो यहां पर आप एंटर करेंगे सीक्वेंस को एक के बाद एक मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट के दाईं ओर l तो अगर हम सीक्वेंसेस को किसी भी फॉर्मेट में दें क्योंकि यह अनेक फॉर्मेट एक्सेप्ट करता है और फिर प्रोग्राम को चलाएं तो तो हमें डाटा मिलता है l तो इस फिगर से आप देख सकते हैं कि कैसे अनेक सीक्वेंसेस एलाइन हुए हैं l तो अगर इसे देखें तो यह है अनेक सीक्वेंस सीक्वेंस जिन्हें हमने दिया है और इसके बाद है उनका एलाइनमेंट किस तरह से ठीक प्रकार से एलाइनमेंट हुआ है और उसके बाद देखेंगे रेसिड्यू पोजीशन हर सीक्वेंस में l तो एलाइनमेंट देखें तो कुछ इंफॉर्मेशन पा सकते हैं l क्या इंफॉर्मेशन पा सकते हैं यहां से स्टूडेंट कंसर्व्ड क्षेत्र ठीक पहले आप देख सकते हैं विभिन्न रंग के कोड ठीक विभिन्न रंग के कोड का क्या मतलब है यहां पर नीले रंग का क्या मतलब है स्टूडेंट चार्ज चार्ज ठीक नीला है D और E l स्टूडेंट नेगेटिव चार्ज l ठीक बहुत ही सरल शब्दों में इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज l फिर यहां पर है हरा हरा वाला स्टूडेंट हाइड्रोफिलिक Q N S Y ठीक है l स्टूडेंट पोलार रेसिड्यू पोलार रेसिड्यू इसे पोलार रेसिड्यू के रूप में लिस्ट किया गया है क्योंकि इसमें है स्टूडेंट OH OH ग्रुप ठीक यह अरोमैटिक है पर OH ग्रुप होने के कारण क्लस्टल्W इसे पोलार मानता है l तो उसे हरा रंग देते हैं फिर यह मेजन्ता क्या है स्टूडेंट पॉजिटिव चार्ज l K l स्टूडेंट पॉजिटिव यहां पर है R तो पॉजिटिव चार्ज l फिर लाल वाला है जो ज्यादातर हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू है ठीक वेलाइन आईसोल्यूसीन फिनाइलएलानीन जैसे अनेक l तो रंगों को देखने पर आप यह भी देख सकते हैं कि एक ही तरह के रंग एक ही पोजीशन में एलाइन हुए हैं l उदाहरण के लिए अगर E हो तो यह एलाइन हुआ है यहां से यहां तक l इसी तरह अगर आप यहां देखें इस पोजीशन में हाइड्रोफोबिक रेसिड्यू हैं वेलाइन ल्यूसीन आईसोल्यूसीन जैसे l तो अनेक सीक्वेंसेस एलाइन हुए हैं l तो मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट करने पर आप यह देख सकते हैं की है कि क्या कोई स्पेसिफिक रेसिड्यू के पोजीशन विभिन्न ऑर्गेनेज्म में मेंटेन हुए हैं या नहीं l यहां पर दिलचस्प है कि मैंने दिया है विशेष रुप से मेंब्रेन प्रोटीन l मैंने दो तरह के मेंब्रेन प्रोटीन प्रयोग किए हैं l बीटा बैरल मेंब्रेन प्रोटीन को मैंने एलाइन करने की कोशिश की है l तो ये प्रोटीन भी कंजर्वेशन मेंटेन करते हैं जिसके कारण इन प्रोटीन्स के विशिष्ट फंक्शन हैं l तो आप देख सकते हैं कि रेसिड्यू कंसर्व्ड हैं l तो आप देख सकते हैं किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर फंक्शन संबंध l तो अभी मेरा एक प्रश्न है अनेक ऑर्गेनेज्म के हीमोग्लोबिन A चैन का मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट कैसे पा सकते हैं इसे कैसे करना है स्टूडेंट तो हम हीमोग्लोबिन A चैन सीक्वेंस पा सकते हैं और ब्लास्ट परफॉर्म कर सकते हैं और ब्लास्ट से बाकी सब पा सकते हैं l ठीक पहले हम पाते हैं स्टूडेंट सीक्वेंस हिमोग्लोबिन A का सीक्वेंस l हीमोग्लोबिन हिमोग्लोबिन A चैन सीक्वेंस हम कहां से पा सकते हैं स्टूडेंट यूनीप्रोट यूनीप्रोट ठीक आपको जाना है यूनीप्रोट आपको हीमोग्लोबिन A के लिए चेक करना है l आपको मिलेगा सीक्वेंसेस का लिस्ट l सीक्वेंसेस का लिस्ट उसके बाद उसके बाद क्या करना है आपको उचित एंट्री आईडेंटिफाई करना है l सवाल यह है कि अनेक ऑर्गेनिज्म के एलाइनमेंट पाने हैं तो उसके लिए क्या करना है यूनीप्रोट में हिमोग्लोबिन A सर्च करने पर कई एंट्रीज पाएंगे एक ही ऑर्गेनिज्म से और कई ऑर्गेनिज्म से भी l एक ही ऑर्गेनिज्म से पाने की क्या संभावना है एक ही ऑर्गेनिज्म से अलग अलग डेटा क्यों मिलती है स्टूडेंट म्यूटेशन डेटा l म्यूटेशन डेटा तो इस स्थिति में आपको मिलेगा डेटा एक ही ह्यूमन से दो तीन बार लेकिन हमें चाहिए अलग अलग ऑर्गेनिज्म से l इसके लिए हमें उचित एंट्रीज सेलेक्ट करने हैं उचित एंट्री सेलेक्ट करने के बाद उसे फास्टे फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं l फास्टे फॉर्मेट के बारे में मैंने डिस्कस किया है पिछले क्लासों में ठीक डेटाबेस की व्याख्या करते हुए कैसे डेटा पा सकते हैं l तो अगर फास्टे फॉर्मेट में आपको सीक्वेंस मिल जाए तो उसे आप दे सकते हैं क्लस्टल्W में l यह करने के बाद ठीक सीक्वेंस को अगर इस जगह पर पेस्ट करें तो अब आप मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट पा सकते हैं l तो हमने क्लस्टल्W के बारे में डिस्कस किया है इसके सिवाय बाकी कई सॉफ्टवेयर भी हैं जो लिटरेचर में मौजूद हैं जिन्हें मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट के लिए प्रयोग किया जा सकता है l तो उदाहरण के लिए माफ्ट ठीक यह अवेलेबल है cbrcjp वेबसाइट पर और मसल भी ज्यादातर प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर में से एक है l तो आप मसल यूज कर सकते हैं और प्रमोल जो और एक सॉफ्टवेयर है यह भी मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट के लिए प्रयोग किया जा सकता है l तो मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट के लिए हमें अलग अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर क्यों चाहिए तो आप इससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं एक ही प्रकार के रिजल्ट पाएंगे या अलग अलग तरह के रिजल्ट पाएंगे स्टूडेंट थोड़ा अलग लगभग समान रिजल्ट पाएंगे लेकिन एलाइनमेंट वैल्यू को बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है मुख्य तौर पर कंसर्व्ड पोजीशन में पाए जाने वाले एलाइनमेंट में l दूसरा ऑप्शन है स्पीड का ठीक हमें डेटा बहुत जल्दी पाने की जरूरत है और बहुत सारे सीक्वेंसेस की एंट्री करनी पड़ती है और आजकल सीक्वेंसेस की लंबाई विभिन्न तरह की होती है l तो मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट में कई कंपलेक्सिटीज़ हैं l ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए कई एल्गोरिदम डिवेलप किए गए हैं l तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल सीक्वेंसेस को एलाइन करने के लिए l तो पिछले कुछ मिनटों में मैंने डिस्कस किया था सइ ब्लास्ट के बारे में l तो सइ ब्लास्ट क्या है यह है पोजीशन स्पेसिफिक इटरेटिव ब्लास्ट ठीक जो ऐसा एक प्रोग्राम है जो क्वेरी सीक्वेंस से मेल मिलाने वाले सीक्वेंसेस के डेटाबेस सर्च करता है l फिर ब्लास्ट सीक्वेंसेस पाते हैं और उसके बाद पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग् मैट्रिक्स डिराईव करते हैं l एलाइनमेंट के तौर पर रेसिड्यू और उनके पोजीशन की तुलना की जाती है उसके बाद पोजीशन को एलाइन करके पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग् मैट्रिक्स डिराईव किया जाता है l उदाहरण के लिए हमारे पास अपना सीक्वेंस है एलाइंड सीक्वेंस में पाए जाने वाले रेसिड्यू और उनके अलग अलग पोजीशन इस होमोलॉग्स सीक्वेंस में पाने की संभावना क्या है इसे कैसे कर सकते हैं पहले रिजल्ट को ब्लास्ट में सर्च करना होता है और फिर प्रारंभिक हिट्स् के तौर पर मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट से पैटर्नस् डिराईव करने हैं l फिर इस प्रोसेस को रिपीट किया जाता है ठीक उदाहरण के लिए अगर आपके पास दो एलाइनमेंट हैं और दोनों में बेहतर मैच है अभी तीसरा सीक्वेंस भी मैच करेगा अगर दसवीं या 11वीं पोजीशन में होने वाले रेसिड्यू को इटरेटिवली चेंज करें तो l से करते हुए सबसे अच्छा मैच पाने की कोशिश करते हैं l तो सइ ब्लास्ट काम करता है इटरेटिव प्रोसेस के जरिए सबसे बेहतर एलाइनमेंट पाने के लिए l ऐसे एलाइनमेंट पाने के बाद यह देखने की कोशिश करते हैं कि एक प्रोटीन जो एक ही ऑर्गेनिज्म के अलग अलग व्यक्तियों में मेंटेन हुआ है उसमें एक विशिष्ट अमीनो एसिड पाने की संभावना क्या है l तो इस साइट पर हम सइ ब्लास्ट यूज कर सकते हैं l तो यहां पर आपका इनपुट सीक्वेंस देते हैं l और इनपुट सीक्वेंस देने के बाद यह क्या करता है यह ब्लास्ट करता है l सीक्वेंसेस को जमा करके मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट करता है l विभिन्न इटरेशन्स करता है l आप थ्रेशोल्ड वैल्यू देख सकते हैं l तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के तौर पर बार बार इटरेट् करना है और अंत में यहां पर क्लिक करने से आप देख सकेंगे अपना एलाइनमेंट जो है मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट और इसके साथ साथ आपको मिलेंगे पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिसेस l इन पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिसेस को आप आगे के एप्लीकेशन में प्रयोग कर सकते हैं l उदाहरण के लिए अगर आपके पास एक सीक्वेंस है जिसका फंक्शन आप नहीं जानते और आप यह देखना चाहते हैं कि इसमें पाए जाने वाले रेसिड्यू में से कौन से रेसिड्यू और किसी मॉलिक्यूल से बैंड करेंगे l तो आप क्या कर सकते हैं हम एक सीक्वेंस पाते हैं ठीक फिर इससे मिलने वाले सीक्वेंसेस पा सकते हैं और यह मैट्रिक्स बना सकते हैं जो मैच करता है नोन् सीक्वेंस से l नोन् सीक्वेंस और आपके सीक्वेंस को मैप करने से आप वह क्षेत्र देख सकते हैं जोकि एक प्रोबेबल बाइंडिंग साइट हो सकता है l इस तरह सइ ब्लास्ट प्रोफाइल्स के उपयोग कई संभावित एप्लीकेशन में हो सकते हैं l तो सारांश के रूप में आज हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट ब्लास्ट और विभिन्न प्रकार के एल्गोरिदम l उदाहरण के लिए ब्लास्ट मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट l एलाइनमेंट ठीक है l स्टूडेंट फिर सइ ब्लास्ट l और ये फास्टेक्लस्टल् l फास्टेक्लस्टल्W ठीक हमने शुरू किया था पैर्वाइस् सीक्वेंस एलाइनमेंट से l स्टूडेंट हां l ठीक है l दो तरह के एल्गोरिदम जैसे ब्लास्ट और फास्टे से शुरू करके हम आगे बढ़े मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट की ओर l हमने देखा कि कौन से विभिन्न पैरामीटर यूज़ करके स्कोर पा सकते हैं कैसे सीक्वेंस आईडेंटिटी और सीक्वेंसेस की समानताएं पा सकते हैं ठीक हैl फिर हमने देखा कि कैसे दो सीक्वेंसेस एक दूसरे के समान हैं या अलग हैं l उसके बाद हमने देखा मल्टीपल सीक्वेंस एलाइनमेंट l मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट का प्रयोग करके हम यह देख सकते हैं कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में एकदम समान वाले होने वाले रेसिड्यू कैसे मेंटेन हुए हैं l और यह कि कैसे इन एलाइनमेंट के जरिए पोजीशन स्पेसिफिक स्कोरिंग मैट्रिसेस को डिराईव कर सकते हैं इसे आने वाले क्लासों में एक्सप्लेन करूंगा l तो आने वाले क्लासों में मैं डिसकस करूंगा कि कैसे मल्टीप्ल सीक्वेंस एलाइनमेंट का प्रयोग करके कंजर्वेशन स्कोर पाया जा सकता है कैसे कंसर्व्ड रेसिड्यू को पहचाना जा सकता है l क्या ऐसे मैट्रिक्स हैं जिनसे न्यूमेरिकल वैल्यू यूज़ करके नंबर पाया जा सकता है l या किसी ट्री के तौर पर क्या इस एलाइनमेंट को पाया जा सकता है क्या ऐसे पाए जाने वाले इवोल्यूशनरी ट्रीज् के बीच संबंध जोड़ा जा सकता है और यह भी कि विशिष्ट एलाइनमेंट के साथ क्या किया जा सकता है और ऐसे अनेक विषय l